नमस्कारएनपीटीईएल कोर्स के पाठ्यक्रम इंट्रोडक्शन टू मेकेनोबायोलॉजी में आपका स्वागत है अंतिम व्याख्यान में मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया मेकेनोबायोलॉजी क्या है और मेकेनोबायोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको कुछ प्रेरणा दी तो पहले हमें मेकेनोबायोलॉजी परिभाषा को फिर से याद करना चाहिए

यह अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोशिकाएं बदलाव को पहचानते हैं और बलों के प्रति प्रतिक्रिया देती है जो in vivo परिस्थितियों में उत्पन्न हुए हैं कक्षा में मैंने आपको अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण दिया था जो अस्थि दोष से पीड़ित होने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि वह लंबे समय तक शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थितियों में रहते हैं मेकेनोबायोलॉजी क्षेत्र में हम यह समझने में रुचि रखते हैं कि बल कैसे प्रेषित होते हैं और कोशिकीय प्रक्रियाओं की सीमा के लिए इन्हें कैसे एकीकृत किया जाता हैकैसे विभिन्न रोगों के संदर्भ में कोशिकाओं का कार्य और उनके गुणों में परिवर्तन होता है तो मेकेनोबायोलॉजी एक अंतः विषय क्षेत्र है आपके पास मूल जीव विज्ञान एवं जीव विज्ञान की अवधारणाएं और विचार हैं साथ ही रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान इंजीनियरिंग एवं गणित के भी जो सभी एकीकृत है इसीलिए यह एक समृद्ध क्षेत्र है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पृष्ठभूमि है जीव विज्ञान की विभिन्न परिप्रेक्ष्य की समान समस्याओं को जो कि आप के मुख्य पृष्ठ भूमि पर आधारित है तो आप संबोधित कर सकते हैं मैं अब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो हमारे शरीर में उपस्थित होती है के बारे में आपको बताना चाहूंगा और मैं उस पर डालना चाहूंगा कोशिकाएं अलग अलग साइज और अलग अलग आकार की होती है इनमें से आरबीसी परिपक्व होती हैं आरबीसी किसी कारणवश अ केंद्रीय होती है जिन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए छोटे छिद्रों से पारगमन की आवश्यकता होती है केंद्रक होने से यह केंद्र खुद में पत्थर की तरह भर जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार का डीएनए होता है जो 5 माइक्रोन व्यास के अंदर बलपूर्वक रहता है यह 5 माइक्रोन आकार का होता है यह अधिक कठोर होता है और यही वह कारण है जिसकी वजह से आरबीसी अपने कार्यकी के लिए केंद्रक नहीं रखती है यह निरंतर रूप से रक्त प्रवाह में प्रवाहित होती रहती है और उच्च कतरनी तनाव के संपर्क में आती रहती है इसी समय इनके पास एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे यह कतरनी तनाव से निपट सकें जिनके यह आधीन है कुछ अन्य कोशिकीय प्रकारों में न्यूरॉन वास्तव में सबसे लंबी कोशिकाएं मानी जाती है जिनका कार्य सूचना को बाहर से लाना प्रसार करना और महसूस करना माना जाता है यह वीडियो मैंने आपके लिए चलाया है संक्षिप्त रूप में जो यह बताता है कि कोशिकाएं गतिशील होती है और यह जो आप संवर्धन पात्र में देख रहे हैं यह कोशिकाएं हैं इस विशेष चलचित्र में जो मैंने चलाया है इसमें विभिन्न रंगों की पंक्तियां संवर्धन पात्र में अलग अलग कोशिका के प्रक्षेपवक्र को दिखाती है जब आपके पास कुछ बिंदु होते हैं जैसे यह नीली कोशिका है जो ज्यादा गति नहीं कर रही और भी कई कोशिकाएं देखने को मिलती है जैसे पीली प्रक्षेप वक्र को देखें और अथवा लाल प्रक्षेप वक्र को देखें असल में कोशिकाएं अधिक गतिमान है यह विशुद्ध रूप से इन विट्रो परिस्थितियों में है यहां कोई विशेष दिशात्मक कतार नहीं है जिसे कोशिकाओं के गतिशीलता के लिए प्रदान की गई होलेकिन यह इस तस्वीर को व्यक्त करता है कि ये कोशिकाएँ स्पष्ट रूप से विषम हैं अथवा हो सकता है कि यह है क्योंकि यहां कोशिका चक्र के विभिन्न चरण होते हैं उनका इरादा अथवा उसमें प्रवास करने की स्थिति समान नहीं है मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि कोशिकाएं आप जानते हैं कि कोशिका का प्रसार आकार उस परिवेश द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसने कोशिका निहित है बस एक उदाहरण मैंने योजनाबद्ध तरीके से आपके लिए तैयार किया है जिसमें कोशिका चाहे वह कोई भी हो एक नरम सतह पर और कठोर सतह पर रखी गई है यहां मेरा नरम बनाम कठोर से क्या तात्पर्य है हमारे शरीर में प्रत्येक ऊतक का एक अलग यांत्रिक गुण होता है इसलिए हड्डियां वास्तव में हमारे शरीर का कठोर ऊतक मानी जाती है और न्यूरॉन अथवा मस्तिष्क हमारे शरीर का नरम ऊतक माने जाते हैं तो क्या दिखाता है यह चित्र जब आप कोशिका को किसी बहुत नरम सतह पर रखते हैं अथवा मस्तिष्क को इन कोशिकीय प्रकारों का प्रदर्शन अधिक गोलाकार होता हैं अथवा कम प्रसार आकृति विज्ञान इसकी तुलना हम कठोर सतह से करें तो हमारे पास बहुत अधिक प्रसार आकृति विज्ञान मौजूद होगा इसके अलावा मैंने जिस तरह से इस योजना को आकर्षित बनाया है वह यह की कोशिका एक प्रकार का माइग्रेशन करती है या कोशिका स्थैतिक रहती है जो अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं के लिए भी सत्य है लेकिन नरम और कठोर सतह के मध्य अंतर की यह क्षमता कोशिका के प्रकृति पर भी निर्भर करती है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में अगर आप कार्डियोमायोसाइटस का विचार करें जिनका कार्य अधिक बल लगाना है यह बहुत अधिक कठोर सतह पर फैलाव के लिए योग्य हो सकते हैं उन कोशिकाओं के तुलना में जो इस अंतर को महसूस नहीं कर सकती हैं यहां हमारे लिए एक और प्रश्न सामने आता है कि कैसे कोशिका यह पहचानती है कि उसके परिवेश के क्या गुण हैं और सेमिनल पेपर से बहुत पहले यह दिखाया जा चुका है जहां फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाएं सिलिकॉन सबस्ट्रेट पर रखी जाती थी यहां समय को कार्यकी के रूप में देखे तो यह फाइब्रोब्लास्ट सबस्ट्रेट को महसूस करती है और वास्तव में उस पर बल लगाकर आप इसके द्वारा लगाए बल को समझ सकते हैं क्योंकि यह सबस्ट्रेट के ऊपर कुछ सिकुड़न को प्रेरित करती है तो इस प्रक्रिया में यह सब आना और जाना है कभी सिकुड़न गायब हो जाएगी कभी गायब होने लगेगी और कभी पूरे तरीके से गायब हो जाएगी लेकिन फिर से यह दिखने भी लगेगी यह दिखाते हुए कि कोशिका खिंचाव द्वारा परिवेश में सक्रिय रूप से प्रोब हो रही है और यह कोशिका को महसूस करने के लिए योग्य बना रही है जो भी इस के परिवेश में है अब यह एक ब्राइट फील्ड और कंट्रास्ट चित्र है जो हमें यह बताते हैं कि इस महसूस प्रक्रिया में कौन से आणविक खिलाड़ी है जो संवेद प्रक्रिया में भाग लेते हैं अथवा कोशिका के अंदर किस प्रकार की गति की भाग लेती है इसके लिए आपको प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोपी जैसी तकनीकों का उपयोग करना होगा जिसमें आपकी रुचि के प्रोटीन को एक फ्लोरोफोर के साथ टैग किया जा सकता है जिसे आप उल्टे माइक्रोस्कोप के तहत देख सकते हैं तो यह एक नमूना चित्र है यह एक नमूना वीडियो है मैं दोबारा इसे चालू करता हूं तो यह एक आरएफपी लाइफ एक्ट द्वारा कोशिका के ट्रांसफेक्शन का नमूना चलचित्र है लाइफ एक्ट एक जीवित कर्म जैसा प्रोब है जो एक्टिन गतिकी को एक्टिन से बांधता है यह एक्टिव गतिकी को दिखाता है कृपया पहले मुझे यह चलचित्र चलाने दें इस क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें जो आप सेल को देखते हैं इसलिए यहां बहुत अधिक तीव्रता है और फिर अंततः सेल का यह हिस्सा ढह रहा है तो यह आपको दिखाता है कि कोशिकाएं शायद यहां कुछ सिकुड़ा बलों को बढ़ा रही थीं मुझे इस फिल्म को एक बार फिर से चलाने दें जहां लाइफ एक्ट की तीव्रता की बहुत अधिक संभावना है यहां कुछ पॉलिमराइजेशन घटना का सुझाव दिया गया है और फिर कुछ पीछे हटने की घटना है जो आप देखते हैं तो कुल मिलाकर अगर आप कोशिकाओं के बारे में सोचते हैं तो सेल का केन्द्रक ज्यादा नहीं बदलता है लेकिन यह अभी भी सेल को पूरी तरह से स्थिर नहीं बनाता है लेकिन सेल लगातार कर रहा है तो गतिशीलता लगातार चल रही है यहां तक कि आप कुछ गतिविधि होते हुए भी देखते हैं लेकिन कम से कम इस फिल्म के लिए इनमें से कुछ बिंदुओं के अलावा अधिकांश सेल केंद्र यथावत बने हुए हैं तो अब मैं एक सादृश्य बनाना चाहूंगा जैसे कि एक यांत्रिक दृष्टिकोण से मैं एक सेल का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता हूं इसलिए मैं एक तम्बू के रूप में सेल की कल्पना करना चाहूंगा इस तम्बू की कल्पना करें जो इस मैदान में मजबूती से सुरक्षित है अगर मैं एक तम्बू के रूप में सेल की कल्पना करना चाहता हूं कि तंत्र क्या हैं यह सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं कि सेल स्थिर है या यह जमीन में तैनात है तो मेरी न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं आप क्या देखते हैं आपको एक तम्बू कवर की आवश्यकता है यह तम्बू कवर या चंदवा जैविक समकक्ष तो आप एक तम्बू कवर को बाहर से अंदर से अलग करना चाहते हैं आपके पास यह सुनिश्चित करने का एक तंत्र होना चाहिए कि तम्बू बंद हो यदि तम्बू दृढ़ता से जमीन पर सुरक्षित नहीं है तो किसी भी हवा में अगर हवा की मात्रा अधिक है तो तम्बू गिर जाएगा और निश्चित रूप से इस जमीन को मजबूत करना होगा आप इस तंबू को पानी या ऐसी चीज पर नहीं रख सकते हैं जहां यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह तंबू तना हुआ है और निश्चित रूप से आपको तंबू को जमीन पर लगाने की जरूरत नहीं है तो इन चार संस्थाओं के जैविक समतुल्य क्या हैं जो हम प्लाज्मा झिल्ली से शुरू करते हैं प्लाज़्मा झिल्ली वह है जो कोशिका को अंदर से बाहर से रोकती या अलग करती है यह चुनिंदा पारगम्य अवरोधक के रूप में कार्य करता है यह विलेय और कोशिका के भीतर परिवहन कर सकता है प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड bilayers होते हैं और इस लिपिड bilayers के भीतर कुछ प्रोटीन होते हैं जो अनुक्रमित होते हैं तो यह एक प्रोटीन है जिसे मैंने खींचा है और यह मेरा लिपिड bilayer है तो आप जो देख रहे हैं मैंने तीन अलग अलग प्रोटीन एक हरे प्रोटीन को खींचा है जो पूरे लिपिड के बाइलर को फैलाता है तो यह मेरा बाहर है और यह अंदर है कुछ प्रोटीन होते हैं जो पूरे लिपिड झिल्ली को फैलाते हैं और इन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है यह एक फर्म ट्रांसमेंब्रेन प्रोटीन है लेकिन आपके पास ऐसे प्रोटीन हो सकते हैं जो या तो लिपिड bilayer के आंतरिक पत्ती या bilayer के बाहरी पत्ती के लिए अनुक्रमित होते हैं ये ट्रांसमेंब्रेन प्रोटीन एक बार होते हैं जो वास्तव में बाह्य अंतरिक्ष के साथ बात करते हैं या बातचीत करते हैं तो बाह्य रिक्त स्थान में अन्य प्रोटीन या अणु हो सकते हैं जो स्रावित प्रोटीन होते हैं जो अन्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और वे बाह्य अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से फैल रहे हैं दूसरी इकाई साइटोस्केलेटन है साइटोस्केलेटन अनिवार्य रूप से कोशिकाओं की रूपरेखा है और यही वह है जो यह सुनिश्चित करता है कि सेल का एक ठोस आकार है और यह कुछ मूर्खतापूर्ण जैसा नहीं है साइटोस्केलेटन कोशिका आकृति को स्थापित करता है और उसे बनाए रखता है जो कोशिका की गतिशीलता में सहायक होता है तो फ़ैगोसाइटोसिस के मामले में आगे की गति जो मैक्रोफेज के आगे की गति से संचालित होती है या न्यूट्रोफिल एक्टिन आधारित पोलीमराइज़ेशन बलों द्वारा संचालित होती है जो झिल्ली में धक्का देती है यह कोशिका को यांत्रिक शक्ति और अखंडता भी प्रदान करती है सेल पर किसी भी बाहरी बल के मामले में सेल उन बलों का विरोध कर सकता है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो यह माउस भ्रूणीय फाइब्रोब्लास्ट की एक छवि है जिसे फाल्लोइडिन के साथ दाग दिया गया है फालोइडिन एक एजेंट है जो एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन को बांधता है तो इन हरी रेखाओं को आप जो देख रहे हैं वह फिलामेंटस एक्टिन है तो आप इस तथ्य को देख सकते हैं कि ये रेखाएं सभी सीधे सुझाव देती हैं कि ये तंतु तनाव के अधीन हैं लेकिन ये तंतु इसलिए यह एक स्नैपशॉट बताता है कि ये सभी अंतरिक्ष में बहुत निश्चित हैं लेकिन इन तंतुओं को स्थानांतरित करने के लिए लेकिन लगातार इकट्ठा और जुदा होते हैं इसमें गतिकी है एक्टिन केवल साइटोस्केलेटल प्रोटीन में से एक है जो आपके पास सूक्ष्मनलिकाएं भी है जो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है इस चित्र में आपके पास सूक्ष्मनलिकाएं हैं जो नाभिक के बाहर नाभिक से बाहर निकल रही हैं और कोशिका की परिधि तक फैली हुई हैं तो सूक्ष्मनलिका वह है जो इंट्रा सेलुलर परिवहन में सहायक होती है और कोशिका विभाजन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है एंटी कैंसर दवाओं के अधिकांश सेल के भीतर माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक्स के साथ खराब होने या खेलने से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करते हैं तो साइटोस्केलेटन कोशिकाओं का ढांचा है जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोशिका तना हुआ है अब आपको फ़ार्म ग्राउंड की आवश्यकता है और वह फ़र्म ग्राउंड क्या है इसे एक्सट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स कहा जाता है तो यह संरचनात्मक समर्थन है जो कोशिकाओं को ऊतकों और अंगों को हाइड्रेट करने के लिए मचान के लिए आवश्यक है तो यह पानी के लिए एक भंडारण के रूप में कार्य करता है जो सेल को जोड़ने का समर्थन करता है और यह विभिन्न रासायनिक इंजनों को अनुक्रमित करता है यह बाह्य मैट्रिक्स का एक उदाहरण है जो माउस भ्रूण के फाइब्रोब्लास्ट द्वारा स्रावित होता है आप इस प्रोटीन के फाइब्रिलर प्रकृति को देखते हैं यह एस्टर नामक डाई के साथ दाग दिया गया है जो कि सभी प्रोटीनों से बंधेगा जो स्रावित होता है तो कई अतिरिक्त मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं जो संभवतः इस मैट्रिक्स के भीतर मौजूद होते हैं जो स्रावित होते हैं लेकिन यह मैट्रिक्स वास्तव में एक नेटवर्क बनाने के लिए एकीकृत होता है जो ऊतकों की संरचना का समर्थन करता है और अंत में आपके पास फोकल परिवर्धन या गतिशील कुएं होते हैं यह एक तस्वीर है जो मैंने पहले कोशिकाओं को दिखाया था जो एक एफ एक्टिन के लिए दाग था इसलिए प्रत्येक सेल के नीचे आपके पास ये लाल डॉट्स हैं ये आसंजन या स्थिति हैं जिन पर सेल भौतिक रूप से सब्सट्रेट या बाह्य मैट्रिक्स से जुड़ा होता है तो सेल के लिए एक बार फिर से गतिशील होने के लिए ये आसंजन एक तरह से गतिशील भी होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं प्रारंभिक परिचय के बाद हम आगे और आगे इस मुखरता के गौण मैट्रिक्स के गुणों के विवरण पर चर्चा शुरू करेंगे अगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं हमारे लिए पूरे जीव स्तर पर हमारे पास इतने अलग अलग संवेदी अंग हैं जिन्हें हम छू सकते हैं हम महसूस कर सकते हैं हम देख सकते हैं हम सांस ले सकते हैं और आगे भी यह क्या है कि सेल घटनाओं में कैसे प्रतिक्रिया करता है यह विवो में चारों ओर है और इसका उत्तर मैकेनोट्रांसक्शन की इस प्रक्रिया में निहित है जहां यह यांत्रिक उत्तेजनाओं को जैव रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करता है इस के तीन भाग हैं एक संवेदन भाग है एक संचरण भाग है और लक्ष्य सक्रियण भाग है तो यह योजनाबद्ध शो क्या है यह बाह्य मैट्रिक्स है जिस पर सेल आपको बैठा है इन प्रोटीनों में जहां शारीरिक रूप से कोशिका से जुड़े होते हैं शारीरिक रूप से बाहर से जुड़े होते हैं कोशिका वास्तव में ऐसी शक्तियों को जन्म देती है जो प्रकृति में सिकुड़ जाती हैं वही बल जो फ़ाइब्रोब्लास्ट होते हैं एक सिलिकॉन सब्सट्रेट पर फैल रहे थे और इस तरह से यह संकेत नाभिक को सभी तरह से प्रसारित होते हैं और यह प्रतिलेखन और इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो यह सारी प्रक्रिया न केवल इस यांत्रिक मार्ग की हो सकती है बल्कि अणुओं के निष्क्रिय प्रसार के माध्यम से होती है जो परिधि पर झिल्ली प्रोटीन से बंधते हैं और फिर सीधे नाभिक में पहुंचते हैं यह संभव है लेकिन यह क्या पता चला है कि यांत्रिक बल प्रसार समय की तुलना में जो माइक्रोसेकंड के क्रम में है तो यह एक तस्वीर है जो योजनाबद्ध दिखाता है कि यदि आपके पास सेल के बाहर के सेल के अंदर एक भौतिक जुड़ाव है तो बाहर से कोई भी संकेत नाभिक को सभी तरह से 5 सेकंड में प्रसारित कर सकता है 5 माइक्रोसेकंड रासायनिक संकेत प्रसार के विपरीत जहां कुछ बाइंड को आंतरिक रूप दिया जाता है और यह नाभिक के सभी तरह से फैलता है जिसमें कई सेकंड लग सकते हैं तो यह तीन आदेश हैं यांत्रिक बल प्रसार रासायनिक संकेत प्रसार की तुलना में तेजी के तीन आदेश हैं और यह बाहर और अंदर के बीच शारीरिक संबंधों द्वारा संभव बनाया गया है तो यह नाभिक है और आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के माध्यम से एक्टिन नेटवर्क के माध्यम से और इसी तरह आगे के लिंक होते हैं जो ट्रांसमीमब्रोन प्रोटीनों के संकेतों को जोड़ता है जैसे कि अन्य प्रोटीन होते हैं और साथ ही डायस्ट्रोग्लीकैन कॉम्प्लेक्स जैसे सिग्नल के माध्यम से सभी तरह से रिले होते हैं नाभिक यह संरचनाओं की एक प्रणाली हैजो गतिशील हैं जो बाहर से अंदर तक की जानकारी को रिले करते हैं तो आइए हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं जब आप कुछ प्रकार के बलों को कोशिकाओं को उजागर करते हैं और सबसे सरल मामला मेरे पास ऑस्मोटिक सूजन का मामला है आप यहां जो देख रहे हैं वह वास्तव में मायो ट्यूब की एक मांसपेशी कोशिका है यह इन विट्रो मायोट्यूब में है जो पानी के संपर्क में है इसलिए जब आपके पास इस पूरी चीज़ में 20 प्रतिशत पानी है तो आप जो देख सकते हैं वह यह है कि कोशिका की झिल्ली किसी भी स्पष्ट परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करती है यह फेनोटाइप है या इसमें आकृति विज्ञान है हालाँकि जब ऑस्मोटिक तनाव बढ़ता रहता है तो आप कोने में इन संरचनाओं की उपस्थिति को देखते हैं जिन्हें ब्लब्स कहा जाता है और अंततः यदि आप सेल को 100 प्रतिशत पानी में डालते हैं तो यह ऑस्मोटिक बलों को संतुलित नहीं कर सकता है और अंततः सेल फट जाएगा ये एक उदाहरण हैं कि कैसे एक ऑस्मोटिक झटका कोशिकाओं के फेनोटाइप में परिवर्तन की ओर जाता है जैसा कि मैंने कहा 50 प्रतिशत पानी के मामले में आप इन व्यक्तिगत संरचनाओं या ब्लब्स को देख सकते हैं जो आप देखते हैं उनमें से प्रत्येक ब्लब्स वास्तव में सतह पर चल सकता है और उनके पास एक विशेषता समय स्केल है जिसमें पहले वे बड़े होते हैं और बड़ा और अंततः वे फिर से सेल में वापस खींच लिए जाते हैं आपके पास इस विशेष उदाहरण में ब्लब्स का आकार 7 से 10 माइक्रोन के क्रम का है और उनके पास 3 से 5 मिनट की समयावधि है जिस पर वे मौजूद हैं और ब्लब् के वेग के साथ प्रति सेकंड एक माइक्रोन का क्रम है तो यह अब आपको दिखाता है तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें 50 प्रतिशत मामले में ये ब्लब्स बन रहे हों और ब्लब्स इसलिए वे आकार में बढ़ रहे हैं और फिर वे आकार में फिर से कम करने का सुझाव दे रहे हैं कि कुछ स्व नियम हैं स्व को क्या विनियमित कर रहा है इसका मतलब है कुछ सेंसर होना चाहिए जो झिल्ली तनाव में इस वृद्धि का पता लगाता है और वहां जमा होता है और यदि आप देखते हैं कि यह एक प्रोटीन का एक उदाहरण है जिसे गामा सरकोग्लाइकन कहा जाता है जो आप देखते हैं कि जहां भी एक ब्लब् है यहाँ गामा सारकोग्लाइकन नामक इस विशेष प्रोटीन का बढ़ा हुआ स्थानीयकरण है तो आप इस गतिशीलता को ट्रैक कर सकते हैं सबसे पहले आप यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे झिल्ली तनाव में वृद्धि के जवाब में यह प्रोटीन ब्लब के स्थान स्थल पर जमा होता है और यह तीव्रता का आंकड़ा इसलिए आप इस प्रोटीन की औसत तीव्रता को ट्रैक कर सकते हैं पानी के प्रतिशत के एक कार्यकी के रूप में इस औसत प्रतिदीप्ति तीव्रता को उड़ा दिया और जो आप देख रहे हैं वह तीव्रता बढ़ जाती है और संतृप्त हो जाती है यह सुझाव देते हुए कि यह एक ऐसा मैकेनो सेंसर अणु है इसके विपरीत हमारे पास डायस्ट्रोफिन नामक यह अन्य प्रोटीन होता है जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ड्रग्स की तरह यह एक उदाहरण है जिसमें दिखाया गया है कि अलग अलग प्रोटीन होते हैं जो या तो उस बल के जवाब में कुछ विशिष्ट संकेत भेजते हैं जो आप करते हैं यह एक और उदाहरण है जिसमें इस प्रायोगिक सेटअप में क्या किया गया है एक गोली या बीड शारीरिक रूप से कोशिका की सतह से कुछ अतिरिक्त कोशिकीय मैट्रिक्स प्रोटीन के साथ गोली या बीड कोटिंग करके इसे कोशिकाओं पर बसने की अनुमति देता है और जब आप इस गोली या बीड पर एक्सर्ट बलों ने इस प्रोटीन के स्थानीयकरण को एसआरसी कहा जाता है जिसे विशिष्ट स्थान कहा जाता है जो उस स्थान से बहुत दूर हैं जहां आपने बल लगाया है यह केवल एक उदाहरण है जो दिखा रहा है कि यह सक्रियण बहुत तेज है और इसे थकावट बिंदु के किनारे पर होने की आवश्यकता नहीं है जिस पर आप बल लगाते हैं यह बहुत अधिक सक्रिय हो सकता है तो यह भी हमें एक बिंदु पर लाता है कि सेल के भीतर विभिन्न मैकेनो उत्तरदायी तत्व हैं और उनमें से प्रत्येक के साथ जुड़े विभिन्न समय पैमाने हैं मैंने सिर्फ तीन अलग अलग संरचनाओं को देखा है जिन्हें फोकल आसंजन पॉडोसोम और इनवॉडोपोडिया कहा जाता है तो ये विभिन्न संरचनाएं हैं जो सभी कोशिकाओं में मौजूद नहीं हैं तो आसंजन निश्चित रूप से सभी पालन कोशिकाओं में मौजूद होते हैं फिर से वे सेल की औसत गतिशीलता के आधार पर गतिशील होते हैं फोकल आसंजन बढ़ सकते हैं या टर्नओवर फोकल आसंजन भिन्न हो सकते हैं लेकिन वे ऐसे हैं जो सेल को सब्सट्रेट से जोड़ते हैं लेकिन आपके पास ये संरचनाएं भी हैं जिन्हें पॉडोसोम कहा जाता है जो मैक्रोफेज प्रकार की कोशिकाओं में बहुत अधिक मौजूद हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पॉडोसोम ऐसा करते हैं कि वे वास्तव में विट्रीक्स को नीचा दिखाते हैं तो न केवल फार्म आसंजनों के लिए फोकल आसंजन आसंजनों का निर्माण कर सकते हैं बल्कि पॉडोसोम के साथ आप चुनिंदा रूप से नीचा दिखा सकते हैं या मैट्रिक्स को फिर से तैयार कर सकते हैं इसी प्रकार की फ़ंक्शन भी इस संरचना द्वारा खेली जाती है जिसे इनवॉडोपोडिया कहा जाता है तो यह आपको दिखाता है कि विभिन्न संरचनाएं अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करती हैं जो इस बात पर निर्भर करती है कि इन विट्रो संदर्भ में उनका कार्य क्या है अगर मैं एक सब्सट्रेट पर एक सेल आकर्षित करना चाहता हूं तो यह नाभिक है और मुझे आकर्षित करना है मैं इस तरह आसंजनों को चित्रित कर सकता हूं और मैं एक्टिन नेटवर्क को चित्रित कर सकता हूं इसलिए मैंने जो यहां खींचा है वह एक्टिन नेटवर्क है जो जोड़ता है या जो इसके चारों ओर नाभिक को मचान करता है इसलिए जब आप यहां एक बल लगाते हैं तो हमें कहने दें कि आप यहां एक बल लगाते हैं तो ये साइटोस्केलेटल वास्तव में लिंक को बाहर से विभिन्न स्थानों पर अंदर से बाहर की ओर संचारित करते हैं स्थानीयकरण या विभिन्न साइटों पर प्रोटीन के चयनात्मक संवर्धन जैसा कि हमने पहले देखा था विभिन्न बिंदुओं पर हो सकता है जो साइट से बहुत दूर हैं और इन संरचनाओं को फोकल आसंजनों के विपरीत यदि आप invadopodia को देखते हैं इसलिए वे वास्तव में मैट्रिक्स में फैल गए इसलिए मुझे संभवतः मैट्रिक्स आकर्षित करना चाहिए यह आपका मैट्रिक्स है ये संरचनाएं वास्तव में मैट्रिक्स में फैल गईं इनवॉडोपोडिया वास्तव में मैट्रिक्स में फैल गईं और स्थानीय रूप से पर्यावरण को नीचा दिखाती हैं तो एक इनवॉडोपोडिया यह संभव है और एक इनवॉडोपोडिया के लिए आकार में बढ़ने या पूरी तरह से गायब होने के लिए इसलिए यदि आपके पास छोटे इनवॉडोपोडिया हैं तो वे बन सकते हैं और गायब हो सकते हैं तो उस समय से अलग अलग समय के पैमाने जुड़े हुए हैं जिस दर पर सेल पलायन कर रहा है इसके साथ मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद करता हूं कि मैं अगली कक्षा की चीजों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं